दिए गए मैग्नेटिक फील्ड के लिए वेक्टर पोटेंशियल की गणना हम वेक्टर पोटेंशियल तथा इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड की गणना के बारे में बात करने जा रहे हैं हमने अभी तक जो वेक्टर पोटेंशियल के लिए किया है उसके द्वारा हम जानते हैं कि उस बिंदु पर AB के बराबर होता है और इसलिए हमने अब तक जो किया है वह A के कर्ल के लिए स्पष्ट व्यंजक को व्युत्पन्न किया है और B के संगत कॉम्पोनेंट्स के साथ इसकी तुलना की है बेशक आप सोच रहे होंगे कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड B को जानते हैं तब हम A की गणना क्यों कर रहे हैं ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यह माना जाता है कि पोटेंशियल की गणना फील्ड की गणना को आसान बना देती है जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के मामले में देखा था अभी हमारा प्रयास किसी दिए गए मैग्नेटिक फील्ड के लिए वेक्टर पोटेंशियल का एक अनुभव प्राप्त करना है बाद में हम देखेंगे कि किसी दिए गए करंट डिस्ट्रीब्यूशन से सीधे वेक्टर पोटेंशियल की गणना कैसे करते हैं लेकिन कुछ समय के लिए मैं इसे न्यू मेथड कहूंगा जिसका हम उपयोग कर चुके है स्टोक्स थ्योरम द्वारा वेक्टर पोटेंशियल की गणना करने का एक और तरीका है तो आज हम उसकी चर्चा करेंगे याद कीजिए कि स्टोक्स थ्योरम एक क्लोज़्ड पैथ के चारों ओर एक वेक्टर के लाइन इंटीग्रल से संबंधित है तो इस लाइन इंटीग्रल को Adl के रूप में लिखा गया है और यह इस वेक्टर A के कर्ल के सरफेस इंटीग्रल से इस प्रकार संबंधित है कि यह Ads के बराबर है जहां सरफेस एलिमेंट की दिशा राइट हैंड रूल की परंपरा के द्वारा निर्धारित करते हैं जिसके अनुसार यदि मेरी उंगलियां dl के चारों ओर जाती हैं तो मेरा अंगूठा ds की दिशा देता है आइए अब हम इसे मैग्नेटिक फील्ड पर लागू करते हैं और उस स्थिति में हम देखते हैं कि Adl Ads के बराबर है लेकिन A का कर्ल मैग्नेटिक फील्ड के अलावा और कुछ नहीं है और इसलिए यह मुझे AdlBds देता है AdlAdsBds इसलिए हमने इससे जो सीखा है वह यह है कि यदि मैं एक क्लोज पैथ के अनुदेश वेक्टर पोटेंशियल A का लाइन इंटीग्रल लेता हूँ तो यह वक्र से घिरे एरिया से गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है इसका उपयोग हम वेक्टर पोटेंशियल की गणना में कर सकते हैं विशेष रूप से उन स्थितियों में जहां किसी प्रकार की सिमेट्री में कमी होती है निश्चित रूप से हम बाद में अन्य राशियों की गणना में स्टोक्स प्रमेय का उपयोग करेंगे परंतु यहां हम स्टोक्स थ्योरमStoke's Theorem के द्वारा वेक्टर पोटेंशियल की गणना पर विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक दी गई स्थिति के लिए सिलैंडरिकल कोऑर्डिनेट पर आधारित एक सर्कुलर पैथ लेते हैं अथवा परिस्थितियों के आधार पर कोई अन्य पैथ लेते हैं और Adl की गणना करते हैं और उस पथ से घिरे एरिया से गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ इसकी तुलना करते हैं जो हमें वेक्टर पोटेंशियल प्रदान करता है मैं इसके दो उदाहरणों को हल करूंगा एक निश्चित करंट वाली सोलेनोइड के लिए वेक्टर पोटेंशियल और धारावाही बायर के लिए वेक्टर पोटेंशियल की गणना पहले उदाहरण में मैं एक सोलेनोइड ले रहा हूं जिसमें प्रति इकाई लंबाई में n फेरे हैं और जिसमें I करंट प्रवाहित हो रही है और इसलिए इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का परिमाण B 0nI के रूप में दिया गया है इसलिए इस सोलेनोइड के लिए वेक्टर पोटेंशियल की गणना करने के लिए है B0nI आइए अब इन्हें वेक्टर के रूप में लिखते हैं इसके लिए मैं करंट की ऐक्सिस को z दिशा मानूंगा और यहां पर सोलेनाइड की रेडियस R को दिशा में लूंगा तो इस प्रकार मेरे पास z दिशा में B0nI z है अब समरूपता के आधार पर मैं चित्रित कर रहा था यदि मेरे पास z दिशा में करंट है तो मेरे पास इसके चारों ओर दिशा में जाता हुआ B है तो z दिशा में जाता हुआ J दिशा में जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड देता है समरूपता के आधार पर यदि मैं इस समीकरण AB को देखता हूं तो पाता हूं कि J B से बदल जाता है और B A से बदल जाता है और B फिर से z दिशा में है और इसलिए मैं फिर से समीकरण के उसी रूप से अनुमान लगा सकता हूं कि A भी दिशा में होगा तो अब इस समरूपता से मैं जो अनुमान लगाता हूं उसका तात्पर्य है कि A वास्तव में दिशा में कुछ A जैसा होगा अर्थात AA तो अब मैं सोलेनोइड के चारों ओर एक लूप बनाता हूं और इस लूप पर Adl की गणना करता हूं और यह इस लूप से गुजरने वाले फ्लक्स के बराबर होना चाहिए ABAA Adlϕ Adl A2s के बराबर होने जा रहा है जहां 2s लंबाई है और क्योंकि A दिशा में है इसलिए मुझे केवल A मिलता है यह R2B के बराबर होगा जो R20nI के बराबर है मुझे इस परिणाम को अब काले रंग में लिखने दें यदि सोलेनाइड की रेडियस s R से अधिक है तो को कैंसिल करते हुए हम लिख सकते हैं कि वेक्टर A R20nI2s के बराबर दिशा में है यह सोलेनाइड के बाहर का वेक्टर पोटेंशियल है A2πsπR2BπR20nI sR AR20nI2s सोलेनाइड के अंदर वेक्टर पोटेंशियल क्या होगा मैं इसको फिर से बनाता हूं यह B है अंदर के लिए मैं एक लूप बना रहा हूं जो कि दिशा में जा रहा है A फिर से दिशा में होगा क्योंकि B को उत्पन्न करने वाला करंट यहां एक डिस्ट्रीब्यूटिड सोर्स की भांति है यहाँ मैंने B को एक डिस्ट्रीब्यूटिड सोर्स की भांति लिया है जो कि A को उत्पन्न कर रहा है इसलिए मेरे पास A2πs है और अब फ्लक्स s2B होने वाला है जो कि s20nI के बराबर है और मैं फिर से को कैंसिल करते हुए लिख सकते हैं कि s≤R के लिए वेक्टर A s0nI2 के बराबर है A2πsπs2Bπs20nI As0nI2s≤R तो मुझे मेरा अंतिम उत्तर मिल गया है कि As0nI2 यदि s≤R जोकि लिखा जा सकता है AR20nI2sयदि s≤R अवश्य ही sR पर यह दोनों समान है आइए हम उत्तर की जांच करें कि क्या यह मुझे सही मैग्नेटिक फील्ड B देगा क्योंकि हमें ज्ञात है कि A दिशा में है और मुझे यह भी पता है कि अंतिम उत्तर z दिशा में है इसलिए मैं A का केवल z घटक लिख सकता हूं इसका z कॉम्पोनेंट A z 1s∂ssA As∂ϕz द्वारा दिया जाता है और आप पहले से ही देख सकते हैं कि sR के लिए यह B को 0 के बराबर देता है और sR के लिए यह B को 0nIz के बराबर देता है आप अन्य कॉम्पोनेंट और सिलैंडरिकल कोऑर्डिनेट ले सकते हैं और आप स्वयं से जांच सकते हैं कि वे वास्तव में 0 हैं A z1s∂ssA As∂ϕz sR B0sR B0nIz मैं एक अन्य उदाहरण I करंट ले जाता हुआ एक धारावाही लंबे तार का लेता हूं इस मामले में हमने पहले ही B की गणना कर ली है यदि मैं करंट की इस दिशा को z दिशा मानता हूं तो B0I2πs द्वारा लिखा जा सकता है क्योंकि करंट मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है इस अनुरूपता के आधार पर मैं इसे आपकी स्क्रीन के दाएं ओर बनाता हूं B0I2πs जब मैं B0j के बराबर लेता हूं और मान लेता हूं कि मेरे पास एक डिस्क के ऊपर जाता हुआ करंट है तो मैं किस तरह के फील्ड की उम्मीद कर सकता हूं अगर यह एक सिलेंडर के ऊपर हुआ है तो इस मामले में मुझे लगता है कि B फील्ड और कहीं नहीं बल्कि ऊपर जा रहा है ऊपर हमने अभी अभी सोलनॉइड केस को सुलझाया है और यहां पर ठीक यही है इसी तरह इस मामले में मुझे अब यह अनुमान लगाना चाहिए कि मेरा A इस तरह ऊपर जाएगा और इसलिए मैं एक पाथ चुनता हूं जो इस तरह से जा रहा है और अनंत तक चला जाता है और वहीं बंद हो जाता है बेशक तो मैं यह मानने जा रहा हूं कि अनंत पर A0 है अगर मैं इस पथ पर अब स्टोक्स थ्योरमStoke's Theorem लागू करता हूं तो यह मुझे इस पथ पर Adl देता है जो एरिया से गुजरने वाले फ्लक्स के बराबर है मुझे इसकी ऊंचाई l लेने दें और तार से s दूरी पर शुरू हो रहा है क्योंकि दाहिने हाथ की उंगलियां दक्षिणावर्त जा रही हैं इसलिए एरिया एलिमेंट भी अंदर की ओर जा रहा है तो BdS पॉजिटिव है और इसलिए फ्लक्स भी पॉजिटिव है क्योंकि मेरे पास यह एरिया एलिमेंट होगा जो lds होने जा रहा है और इसलिए एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स l00I2πsds के बराबर होगा जो हल करने पर l0I2πln s s मिलता है अनंत मान को छोड़कर यह l0I2πlns निकलता है Adlएरिया से गुजरने वाला फ्लक्सl00I2πsdsl0I2πln s s l0I2πlns बाएं तरफ क्या होगा बाएं ओर A के लिए एकमात्र योगदान इस विशेष ऊर्ध्वाधर पथ से आता है क्योंकि यह z दिशा में है और इसलिए यह Al होने जा रहा है और आप स्पष्ट रूप से पदों को कैंसिल होता हुआ देख सकते हैंयदि मैं इस l को कैंसिल करता हूं तो अंतिम उत्तर As 0I2πlns z के रूप में सामने आता है यह उत्तर हम पहले प्राप्त कर चुके हैं As 0I2πlns z इसलिए मैंने B के लिए कर्ल समीकरण का उपयोग करके B की गणना के लिए स्टोक्स थ्योरमStoke's Theorem के साथ दो उदाहरण किए हैं यह विधि केवल यह महसूस करने के लिए है कि Aकी क्या उपयोगिता है यह B की गणना के लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि अभी हमने B से A की गणना की हैं इसलिए मुझे मैग्नेटिक फील्डके लिए उत्तर पहले से ही पता है क्या उपयोगी होगा यदि मैं सीधे करंट के संदर्भ में A की गणना कर सकता हूं और फिर A से B की गणना में उपयोगी होगा हालाँकि इससे पहले कि मैं इस व्याख्यान को समाप्त करूँ मैं इस AB और B0j के बीच की समरूपता को थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूं और देखता हूं कि जिस प्रकार यह समीकरण B0j वास्तव में फ्री स्पेस में मुझे B के लिए 04πjr×r rr r3dV हल देता है क्या मैं इसी तरह से समीकरण AB के लिए लिख सकता हूं कि Ar14πBr×r rr r3dV है Br04πjr×r rr r3dV Ar14πBr×r rr r3dV फिर से स्पष्ट कर रहा हूं कि क्योंकि दोनों समीकरण समान हैं और केवल सिंबल बदले हुए हैं इसलिए उत्तर भी समान होना चाहिए उदाहरण के लिए हमने Br के फ्लक्स का प्रयोग करके Ar की गणना करने के लिए पहले से ही इस समीकरण का उपयोग किया हुआ है इसके लिए एक उदाहरण यह हो सकता है कि यदि मेरे पास एक टोरॉयड है जो एक सोलोनॉयड की तरह है तो इसके चारों ओर ये तार चल रहे हैं जो करंट ले जाते हैं अगर सोलेनोइड बहुत पतला है तो मान लीजिए कि यह सोलनॉइड है या टोरॉयड बहुत पतला है तो यह फ्लक्स ले जाने वाली रिंग की तरह हो जाता है तो क्या मैं अक्ष पर Ar की गणना कर सकता हूं जैसे मैंने एक करंट ले जाने वाले तार के लिए मैग्नेटिक फील्ड की गणना की थी क्या मैं इस रिंग से गुजरने वाले फ्लक्स को फ्लक्स रिंग के रूप में मानकर और फिर इस फॉर्मूले को लागू करके इस बिंदु पर Ar की गणना कर सकता हूं यह बाद में मैं एक अभ्यास के रूप में दूंगा और हम फिर से आने वाले व्याख्यानों में समीकरणों की इस तरह की समानता उत्तरों की समानता या उत्तरों के व्यंजको की समानता देखेंगे और यह विभिन्न फील्ड की कल्पना करने का एक बहुत ही उपयोगी तरीका बन जाता है